डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत बात की इस मॉड्यूल के माध्यम से क्या कर सकता हैं तो यह एक मॉड्यूल रूपरेखा है हम अखंडता बाधाओं के साथ शुरू करते हैं अखंडता बाधाएं डेटाबेस में प्रतिनिधित्व करने और बनाए रखने की आवश्यकता है और यह अखंडता बाधा का उद्देश्य है और हम पहले एकल रिलेशन के संदर्भ में सामान्य बाधाओं को किस तरह से देखा जा सकता है तो नाट नल ऐसे नहीं हो सकते जो सभी विशेषताओं में मेल खाते हों तो यदि आप कहते हैं कि A1 से Am यूनिक मूल्य की अनुमति देती है लेकिन उन्हें अलग होना चाहिए चेक क्लॉज में चाहता हूं कि मेरे सेमेस्टर में इनमें से कोई भी मूल्य होना चाहिए तो हम कहते हैं कि सेमेस्टर इन बाधाओं का मूल विचार है अब आइए हम अधिक सम्मिलित चेक अखंडता तालिका में एक विभाग का नाम है इसी तरह हमारे पास एक विभाग तालिका है जिसमें स्वाभाविक रूप से एक विभाग का नाम है अब हम जानते हैं कि यह विभाग की तालिका की कुंजी है और इसलिए यह विदेशी कुंजी है अब जब हम इंस्ट्रक्टर गलत हो जाएंगे तो यह कहने के लिए कि औपचारिक रूप से दो रिलेशंस है जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है इसलिए यहां हम केवल उसी का प्रभाव दिखा रहे हैं तो हमने एक तालिका बनाई है यह है पहली वह है जो आपने पहले तालिका कोर्स तालिका में एक प्रविष्टि है जिसके विभाग का नाम जीव विज्ञान है स्वाभाविक रूप से इसे वैध बनाने के लिए जीव विज्ञान विभाग को इस विभाग की तालिका में विभाग के नाम में जीव विज्ञान प्रविष्टि होनी चाहिए अब किसी कारण से जीव विज्ञान विभाग को समाप्त कर दिया जाता है और वह विशेष रिकॉर्ड के रूप में विभाग के संदर्भ में जीव विज्ञान मूल्य है भी हटा दिए जाने चाहिए इसी तरह की बात अपडेट मूल्य पर सेट कर दूंगा इत्यादि तो यह बताता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करें या यह कहने के कुछ तरीके हैं कि अभी अखंडता की अच्छी तरह से जांच न करें हम इस अखंडता पर बाद में बात करेंगे तो ये वह मुद्दे हैं जिन्हें आपको जरूरी तौर पर संबोधित करना होगा आइए हम आगे बढ़ते हैं और एसक्यूएल को देखते हैं तो डेटा प्रकारों जैसे कैर डेटा प्रकार है जो आपको वर्ष माह तिथि प्रकार का प्रारूप चार अंकों वाले वर्ष के साथ देता है क्योंकि डेट में अस्थाई पहलुओं को संभालना बहुत आसान हो जाता है इसके अलावा आगे जो आप कर सकते हैं वह है आप एक इंडेक्स के उपयोग से इस विशेष तालिका को खोजना आसान हो जाए इसलिए अगर मेरे पास इस तरह से एक क्वेरी के बारे में सोच रहे हैं इसके विपरीत हम सभी जानते हैं कि यह किया जा सकता है लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है लेकिन मैं उन संख्याओं को कुछ बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाएं आपके पास उपयोगकर्ता परिभाषित प्रकार हो सकते हैं आप कह सकते हैं कि क्रिएट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं यह समझना आसान है और आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर जगह एक ही अंक परिशुद्धता का उपयोग किया जाता है आप वास्तव में आगे भी जा सकते हैं और डोमेन नहीं हो सकता है तो आपको विशेष रूप से हर समय ऐसा नहीं करना पड़ेगा आप इस डोमेन में निर्दिष्ट होता है एसक्यूएल को भी संभालने के मामले में बहुत उपयोगी है आइए हम प्राधिकरण की ओर बढ़ते हैं आगे प्राधिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप विभिन्न उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन व्यवस्थापक हो सकते हैं और विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में बैंक कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी होगी इसमें विभिन्न शाखाओं के बारे में भौतिक जानकारी जैसे कि कहां वह शाखा कितने वर्ग फीट क्षेत्र में है इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होना चाहिए इसलिए हमें विभिन्न प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और जैसा कि हम देखेंगे कि प्राधिकरण या यह अलग अलग पहुंच और संचालित करने के लिए अलग अलग प्राधिकरण को प्रतिबंधित करने या अनुमति देने की प्रक्रिया है इसका दो अलग अलग कारकों के आधार पर निर्णय लिया गया एक आप क्या करना चाहते हैं और दूसरा है कि कौन करना चाहता है तो क्या और कौन इसलिए हम अलग अलग ऑपरेशन जो मौजूद हैं इसलिए यहां हम आपको यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम एसक्यूएल को हटा सकते हैं और मेरे इस नए प्राधिकरण को हटाने की अनुमति देता है या नहीं ये सभी स्वतंत्र प्राधिकरण हैं तो आपके पास हो सकता है मेरा मतलब है कि कुछ प्राधिकरणों को कुछ अन्य प्राधिकरणों के उपस्थित रहने की आवश्यकता हो सकती है उदाहरण के लिए यदि आप अपडेट कर सकते हैं इत्यादि तो ये विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण हैं जो संभव हैं तो हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है प्राधिकरण को एक बयान के संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता है जिसे ग्रांट विशेषाधिकार प्राप्त होगा तो यह ध्यान में रखना होगा विशेषाधिकार प्रदानकर्ता को पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए यानी कि तब तक आप ग्रांट प्रशासनिक होना चाहिए जिसके पास स्वाभाविक रूप से सब कुछ के लिए विशेषाधिकार हैं एसक्यूएल विशेषाधिकार

तो केवल एक ही चीज है रीड विशेषाधिकार कहा जाता है इसलिए इन सभी स्वीकार्य विशेषाधिकारों की अनुमति देने का यह एक संक्षिप्त रूप है निश्चित रूप से यदि आप एक प्राधिकरण प्रदान कर सकते हैं तो एक रिवर्स कह सकते हैं और उस सब को रद्द करें निरस्त करने की सूची में पब्लिक हो सकता है जिसका अर्थ है कि सभी उपयोगकर्ता उस विशेषाधिकार को खो देते हैं और या हालांकि वे प्रदान किए गए थे यदि एक ही विशेषाधिकार दो बार दिया जाता है तो अब यह संभव है कि एक उपयोगकर्ता को दो अलग अलग अनुदान देने वाले अधिकारियों द्वारा उसे विशेषाधिकार दिया जाता है फिर यदि उनमें से एक को निरस्त कर दिया गया है और दूसरा अभी भी बना रहेगा इसलिए हर विशेषाधिकार जो दिया गया है को स्पष्ट रूप से निरस्त करने की आवश्यकता है जोकि एक मूल अर्थ है इसलिए वह सभी विशेषाधिकार जो निरस्त होने वाले विशेषाधिकार पर निर्भर करते हैं वह भी निरस्त हो जाते हैं इसलिए कुछ विशेषाधिकार जो कुछ अन्य विशेषाधिकार पर निर्भर है अगर आप अपडेट विशेषाधिकार भी था तो यह निश्चित रूप से निरस्त हो जाएगा क्योंकि यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप बदल भी नहीं सकते एसक्यूएल के लिए विशेषाधिकार देना आसान हो जाता है आप वास्तव में इस बात की तुरंत परवाह नहीं करते हैं कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है विशेष रूप से वह उपयोगकर्ता कौन हो सकता है जिसके पास वह विशेषाधिकार है जो भी उस भूमिका को निभाता है उसे वह विशेषाधिकार मिल जाता है जो भी आईआईटी बनाया गया है और फिर आप कह रहे हैं कि आप अमित को इंस्ट्रक्टर को भी दिए जा सकते हैं तो रोल्स के कुछ विशेषाधिकार हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से इस श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से अमित को वे विशेषाधिकार मिलेंगे तो एक प्रशिक्षक में शिक्षण सहायक के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो यह वही है जो मैं आपसे बात कर रहा था आपके पास रोल्स की भूमिका निभाने जा रहा है इसलिए श्रृंखला के संदर्भ में सातोशी को प्रशिक्षक के सभी विशेषाधिकार मिलते हैं तो एक बार जब यह किया गया है तो आप व्यूज तालिका पर नहीं कर पाएंगे कई अन्य प्राधिकरण विशेषताएं हैं रेफरेंस दे सकते हैं आप प्रतिबंधित कर सकते हैं या नहीं इसलिए विशेषाधिकारों का हस्तांतरण भी विशेषाधिकार है मुझे स्वाभाविक रूप से सोचना पड़ेगा कि यह एक प्राधिकरण है इसलिए वास्तव में जिसे हम अधिकृत कर सकते हैं वह भी एक विशेषाधिकार है जिसे प्राधिकृत किया जाना चाहिए तो ये व्युत्पन्न विशेषाधिकार हैं जो मेरे पास हैं इसलिए सारांश में हमने ऐसी एसक्यूएल सुविधाओं के बारे में बात करेंगे